आज हम मानक लागत और विचरण विश्लेषण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं अब तक लागत और प्रबंधन लेखांकन के हमारे पाठ्यक्रम में हमने विभिन्न तकनीकों पर चर्चा की है जो लागत नियंत्रण के साथ साथ निर्णय लेने पर लक्षित थे यदि आपको याद है कि हमने पहले से ही सीमांत लागत सीवीपी जैसी तकनीकों पर चर्चा की है उनमें से अधिकांश निर्णय लेने के लिए उपयोगी थे हमने बजट और बजटीय नियंत्रण भी सीखा है यह तकनीक निर्णय लेने और लागत नियंत्रण दोनों के लिए उपयोगी है आज हम एक ऐसी तकनीक सीखने जा रहे हैं जिसे मानक लागत या विचरण विश्लेषण के रूप में जाना जाता है जो मुख्य रूप से लागत नियंत्रण उद्देश्यों के लिए उपयोगी है अब लागत नियंत्रण का क्या मतलब है लागत नियंत्रण में हम एक मानदंड निर्धारित करते हैं हम एक मानक निर्धारित करते हैं और उस मानक को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं दूसरे शब्दों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि वास्तविक लागत मानदंड से अधिक न हो या मानक लागत से अधिक न हो चूंकि हम लागत लेखांकन पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए इसका उद्देश्य लागत में कटौती करना है उद्देश्य लागत को कम करना है तो दक्षता में सुधार करने और दिए गए मानदंड के भीतर लागत रखने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं इसलिए लागत लेखांकन में सबसे पहले सही मानक बनाने अथवा निर्धारित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे फिर वास्तविक वास्तविक का मापन कीजिए ताकि हम मानक से विचलित ना हो यदि हम इससे दूर जाते हैं तो इससे विचलन कहा जाता है फिर हम उस विचलन के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके यह संक्षेप में है कि मानक लागत और विचलन विश्लेषण क्या है आइए हम इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें अब इस प्रस्तुति में हम परिभाषा चरण मानकों के प्रकार विचलन और विचलन के प्रकार विचलन का विश्लेषण और फायदे और मानक लागतके फायदे एवं नुकसान के बारे में जानने जा रहे हैं अब एक मानक लागत क्या है जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह एक मानक या मानदंड है इसलिए इसे पूर्व निर्धारित करने की आवश्यकता होती है और यह कुशल संचालन के मानकों पर आधारित है तो यह एक पूर्व निर्धारित लागत है जो खर्च की जाएगी बशर्ते संचालन बहुत कुशलता से किया गया हो इसका उपयोग मूल्य निर्धारण के आधार के रूप में किया जा सकता है और मुख्य रूप से यह विचलन विश्लेषण के माध्यम से लागत नियंत्रण के लिए उपयोगी है हम इसे एक इकाई के उत्पादन के लिए बजट के रूप में भी देख सकते हैं और बजटीय नियंत्रण प्रणाली में इसे एक मानदंड के रूप में चुना जाता है अब ये मानक लागतों के चरण हैं पहले हम मानक निर्धारित करते हैं फिर हम वास्तविक का अध्ययन करते हैं भिन्नताओं की गणना करते हैं और उन भिन्नताओं का विश्लेषण करते हैं अर्थात उन भिन्नताओं के कारणों को जानने के लिए उन्हें तोड़ते हैं हैं अब मानक तय करना अब यह एक पूर्व निर्धारित या प्रति इकाई एक मानक लागत है यह एक बजटीय लागत है जो मानक लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है अगला चरण वास्तविक अध्ययन है अब हमें वास्तविक लागतों की गणना करने की आवश्यकता है ताकि उनकी तुलना मानकों के साथ की जा सके तीसरा चरण है लागत विचलन अब वास्तविक की तुलना विचलन के साथ की जाती है वास्तविक की तुलना बजट या मानक लागत से की जाती है और लागत विचलन की गणना की जाती है तब हम भिन्नताओं को तोड़ते हैं और लागतों को नियंत्रित करने की ज़िम्मेदारी तय करते हैं यदि विचलन वांछित से अधिक हो तो उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह के विचलन दोहराए ना जा सके और यदि आवश्यक हो तो वास्तविक लागत से प्रतिक्रिया के आधार पर मानक को फिर से बनाने के लिए जा सकते हैं अब मानकों के प्रकार क्या हैं जैसा कि हमने देखा है कि मानक लागत में पहला कदम मानक की स्थापना है यदि मानक बहुत अधिक हैं तो वे अस्वीकार्य हो जाते हैं तो यह लोगों को उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करने में हतोत्साहित कर देता है उसी प्रकार यदि मानक बहुत कम हैं तो उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करना संवेदनहीन हो जाता है क्योंकि वे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शायद ही कोई प्रेरणा होगी इसीलिए इसके लिए मानकों को सही ढंग से निर्धारित करना बहुत आवश्यक है आइए हम विभिन्न प्रकार के मानकों को समझें ताकि हम अपने लिए एक उपयुक्त मानक चुन सकें पहला आदर्श मानक है अब वे प्राप्त हो सकने वाले प्रदर्शन के स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं जब कीमतें और श्रम सबसे अनुकूल होते हैं और जब उच्चतम आउटपुट प्राप्त होता है और सबसे अच्छा उपकरण और संरचना का उपयोग किया जाता है और सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है तो यह सबसे आदर्श स्थिति है जहां आउटपुट अधिकतम है और लागत न्यूनतम है इसलिए यह एक आदर्श परिदृश्य है और ऐसे मानकों को आदर्श मानक कहा जाता है अब अगला सामान्य मानक है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वास्तव में आदर्श मानकों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है इसीलिए हम थोड़ा नीचे आते हैं हम उन्हें सामान्य मानकों पर लाते हैं अब इन्हें सामान्य परिचालन स्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है इसलिए यहां उच्चतम संभव उत्पादन की कल्पना करने के बजाय हम मानते हैं कि कुछ सामान्य निष्क्रिय समय होगा और गतिविधि एक सामान्य दक्षता के साथ आगे बढ़ेगी और इनके पास अच्छे उपकरण हैं लेकिन वे जरूरी नहीं कि सबसे अच्छे उपकरण हैं मांग अच्छी है लेकिन ऐसा नहीं है कि वह आवश्यक रूप से अधिकतम हो तो ये सामान्य मानक हैं जो सामान्य परिस्थितियों के लिए निर्धारित हैं अब ये बुनियादी मानक है इन मानकों का उपयोग तब किया जाता है जब वे काफी लंबे समय तक स्थिर या अनछुए बने रहने की संभावना रखते हैं इसलिए एक आधार वर्ष चुना जाता है और व्यवस्थित तरीके से मानकों को निर्धारित करने के लिए कोई समय या विशेषज्ञता नहीं हो सकती है इसलिए आधार वर्ष में जो कुछ भी हासिल किया जाता है अगर आधार वर्ष सामान्य हो तो उसके आधार पर उपयुक्त आधार वर्ष चुना जाता है और आधार वर्ष में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे मानक माना जाता है इसलिए इसे बुनियादी मानकों के रूप मे कहा जाता है अब विचलन की गणना मूल लागत के प्रतिशत के रूप में की जाती है अब अगले को वर्तमान मानकों के रूप में जाना जाता है अब ये मानक मौजूदा अवधि के लिए वास्तविक लागत के लिए प्रबंधन के पूर्वानुमान को दर्शाते हैं अब एक गतिशील परिदृश्य में यह बुनियादी मानकों के माने जाने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि कीमतों में बदलाव होने जा रहा है बाजार बदलने जा रहे हैं इनपुट लागत उन पहलुओं को शामिल करते हुए बदलने जारही है वर्तमान मानक निर्धारित हैं और नियोजित आउटपुट के लिए कुशल संचालन के साथ जो लागत होने की संभावना है वह हमें वर्तमान मानक प्रदान करता है अब अगला विचलन है जैसा कि हम जानते हैं कि मानक और वास्तविक के बीच अंतर को विचलन के रूप में जाना जाता है यहनिर्धारित किए गए मानदंड से दूरी है जाहिर है यह या तो अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है आइए हम मान लें कि आपने अपने लिए 95 अंक प्राप्त करने का मानक बनाया है या मान लीजिए हमें ओ ग्रेड चाहिए अगर वास्तव में आपको केवल 85 अंक मिलते हैं तो इसका मतलब होगा 10 अंकों का विचलन हुआ है क्या यह एक अनुकूल या प्रतिकूल विचलन है जाहिर है यह प्रतिकूल है क्योंकि हम प्रदर्शन या उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जितना ज्यादा है उतना अधिक बेहतर है लेकिन हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं वह मानक लागत है लागत के मामले में कम होना बेहतर है तो मान लीजिए किसी दिए गए आउटपुट के लिए मानक लागत 1000 रुपये है और यदि वास्तविक 1300 है विचलन क्या है मानक 1000 था वास्तव में 1300 है इसलिए विचलन 300 है यह एक प्रतिकूल विचलन है क्योंकि हमने जितना खर्च अनुमानित किया था उससे कहीं अधिक खर्च किया है समान रूप से यदि वास्तविक लागत कम है हम इसे एक अनुकूल विचलन के रूप में मानेंगे अब केवल 300 का यह अंतर जानना पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि हम उन लागतों को जानना चाहेंगे हम लागतो की जड़ों को जानना चाहेंगे कि यह परिवर्तन क्यों हुआ है इसलिए हम इसे इसके कारणों के लिए तोड़ सकते हैं और फिर आवश्यक उपचारात्मक कदम उठा सकते हैं तो कम से कम अगले महीने या अगले अवधि में वह अत्यधिक व्यय ठीक हो सके तो यह एक विचलन है अब भिन्नताओं को नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय में तोड़ा जा सकता है अब मानक लागत का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना है दक्षता में सुधार करने के लिए हम विचलन से बचना चाहते हैं इसलिए हम प्रमुख विचलन के कारणों की जांच करते हैं और हम इसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं इसके लिए विचलन को नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय में तोड़ना उपयुक्त है जैसा कि नाम से पता चलता है कि नियंत्रणीय का अर्थ है वे विचलन जिन्हें एक विभागीय स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए हम उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और इस प्रकार के विचलनों से बच सकते हैं जबकि अनियंत्रणीय विचलन वे हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं इनसे बचना संभव नहीं है तो मानक को खुद संशोधित किया जा सकता है ताकि भविष्य में विचलनों से बचा जा सके तो आप मुझे नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय विचलनों का उदाहरण दे सकते हैं मान लेते हैं कि हमें एक उदाहरण दिया गया है कि मानक लागत 1000 थी हम कहते हैं कि एक कच्चे माल की लागत है और हम 20 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 50 इकाई कच्चे माल की खपत कर रहे हैं तो 50 गुना 20 हमें सामग्री लागत के रूप में 1000 रुपये देता है अब वास्तव में 50 इकाइयों के बजाय यदि हम 60 इकाइयों का उपभोग करते हैं और 20 रुपये के बजाय हमारी इनपुट लागत 30 रुपये हो जाती है तो वास्तविक क्या होगा 60 गुना 30 का मतलब है कि वास्तविक लागत 1800 बनाम मानक 1000 जितनी अधिक होगी तो 800 का प्रतिकूल विचलन है अब कौन सा हिस्सा नियंत्रणीय है और कौन सा नियंत्रणीय नहीं है अब हमें और जानकारी चाहिए मान लीजिए कि यह बताया गया है कि इकाइयों की अतिरिक्त खपत श्रमिकों की लापरवाही के कारण है लेकिन कीमतों में वृद्धि इसलिए है क्योंकि बाजार की कीमतें स्वयं बढ़ गई हैं तो अब क्या आप इसे नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय में तोड़ सकते हैं मुझे लगता है कि अब आपके लिए ऐसा करना संभव होगा क्योंकि 50 इकाइयों के बजाय हमने 60 इकाइयों का उपभोग किया है तो लापरवाही के कारण 10 इकाइयां अधिक हैं इसलिए हम इसे एक नियंत्रणीय विचलन के रूप में चिह्नित कर सकते हैं लेकिन कीमतें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं इसलिए यह तय किया गया था कि हम कच्चे माल की प्रत्येक इकाई को 20 रुपये में प्राप्त करेंगे लेकिन अब कीमत 30 हो गई है इसलिए 10 रुपये प्रति इकाई जो अतिरिक्त है वह अनियंत्रित कारणों से है तो हम इसे एक अनियंत्रित विचलन के रूप में चिह्नित कर सकते हैं बेशक इस धारणा के तहत मत रहिए कि हमेशा मात्रा विचलन नियंत्रणीय हैं और कीमतें अनियंत्रित हैं यह उल्टे तरीके से भी हो सकता है लेकिन हमारे दिए गए उदाहरण में बस हमारे समझने के लिए आपको यह दिखाया गया है कि नियंत्रणीय का मतलब कुछ ऐसा है जो कि दक्षता में सुधार करके विभाग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जबकि कुछ ऐसा जो बाहरी ताक़तों के कारण होता है जो कि हमारे ज्ञान क्षेत्र के अंदर नहीं है तो हम इसे एक अनियंत्रित विचलन के रूप में कहेंगे अब हम देखते हैं कि विचलन विश्लेषण क्या है इसलिए कुल विचलन को जानना यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है हम इसके कारण जानना चाहेंगे इसके कारण जानने के लिए हमें इसे कारणों में इसे तोड़ने की आवश्यकता है तभी हम सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं इसलिए अब दक्षता के कारण विचलन विचलन का एक महत्वपूर्ण कारण है जैसा कि नाम से पता चलता है कि कंपनी या संबंधित विभाग संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं यह दक्षता के कारण विचलन होगा यह भौतिक मात्रा हो सकती है कि अत्यधिक सामग्री बर्बाद होती है यह श्रम घंटे हो सकता है मुझे लगता है कि हम सभी अपना समय अपना समय कई कारणों से बर्बाद करते हैं जो समय का एक अक्षम उपयोग है जो एक अक्षमता का भी विचलन है तो यह सामग्री के लिए हो सकता है यह श्रम के लिए हो सकता है यह शक्ति के लिए हो सकता है इसलिए जब संसाधन का अवांछित उपयोग होता है तो यह हमें एक नुकसान देता है जो एक अक्षमता है मूल्य कारकों के कारण भी विचलन होते हैं अब बाजार की कीमतों में बदलाव हो सकता है यदि सामग्री की कीमतें बढ़ती या घटती हैं तो इससे मूल्य परिवर्तन होंगे समान तरीके से मजदूरी दर या श्रम दर बढ़ने या घटने से मूल्य परिवर्तन होता है यदि अप्रत्यक्ष लागत बढ़ती है जैसे बिजली बिल बढ़ता है पेट्रोल की लागत बढ़ती है तो उन्हें मूल्य विचलन कहा जाता है तो प्रमुख दो कारण दक्षता और मूल्य हैं लेकिन एक और भी कारण है वास्तव में और भी कारण हैं एक महत्वपूर्ण कारण मात्रा है अर्थात गतिविधि के स्तर में बदलाव के कारण मात्रा में होने वाला बदलाव क्योंकि हमने एक विशेष स्तर की गतिविधि पर एक बजट बनाया है यदि हमारी गतिविधि का स्तर बढ़ता है तो उससे लागतों में भी परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों को मात्रा विचलन के रूप में कहा जाता है अब हम सभी परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत के बारे में सीख चुके हैं मान लीजिए कि गतिविधि के स्तर में परिवर्तन होता है तो मात्रा विचलन किस लागत में उत्पन्न होंगे परिवर्तनशील या निश्चित क्या आप सोच सकते हैं और जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं यदि आपको याद है कि डिज़ाइन द्वारा परिवर्तनीय लागत गतिविधि के स्तर के साथ बदलने के अनुसार बनाई गई होती है इसलिए हर अतिरिक्त इकाई के साथ परिवर्तनीय लागत का बदलना तय है तो मानक परिवर्तनीय लागत भी इकाइयों की संख्या के साथ बदल जाएगी लेकिन जब निश्चित लागत की बात आती है तो यह एक बजटीय निश्चित लागत होती है यह संख्या के साथ नहीं बदलता है लेकिन जब हमारे लिए इकाइयों की संख्या बदल जाती है तो इसका प्रभाव बदल जाएगा क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है मान लीजिए कि किराया 100000 है जो हमारे बजट के अनुसार है अनुमान के अनुसार इकाई की संख्या 5000 है तो 100000 भागे 5000 का मतलब 20 रुपये प्रति इकाई एक किराया लागत है जो यह उत्पादन लागत पर चार्ज करता है वास्तव में अगर इकाइयों की संख्या 5000 से बढ़कर 10000 हो जाती है तो प्रति इकाई लागत में कमी आएगी कुल लागत 100000 ही रहेगी लेकिन प्रति इकाई लागत में कमी आएगी जिससे मात्रा विचलन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि हमने प्रति इकाई 20 का अनुमान लगाया था यह अच्छा है कि वास्तविक लागत सिर्फ 10 प्रति इकाई है यह अंतर मात्रा विचलन है दूसरी ओर यदि वास्तविक आउटपुट गलत है तो इसके प्रतिकूल रूप में मात्रा विचलन होगा क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है हम मामलों को देखने जा रहे हैं लेकिन यह सिर्फ उस अवधारणा को समझना था तो 3 प्रमुख कारण हैं दक्षता से संबंधित मूल्य से संबंधित और मात्रा से संबंधित अब लागत के तत्वों के अनुसार भी विचलन को भी तोड़ा जा सकता है इसलिए यहां हम विचलन को सामग्री श्रम ओवरहेड्स और बिक्री विचलन में तोड़ सकते हैं बदले में ये ओवरहेड विचलन को परिवर्तनीय ओवरहेड्स और निश्चित ओवरहेड्स में तोड़ा जा सकता है लेकिन ये प्रमुख कारण हैं जो विचलन को जन्म देते हैं अब सामग्री विचलन के कारण जैसा कि हम जानते हैं कि सामग्री लागत खपत की जाने वाली इकाइयां गुना इनपुट कीमतें होती हैं तो इसके कारण भी उन्हीं से निकलते हैं अगर मूल मूल्य में बदलाव होता है तो यह एक महत्वपूर्ण लागत हो सकती है अन्य कारण मात्रा में परिवर्तन अधिक खपत या कम खपत होना है कभी कभी जो सामग्री हमें मिलती है वह घटिया गुणवत्ता की होती है जिससे उत्पादन प्रक्रिया में नुकसान होता है कभी कभी सामग्री का उपयोग करते समय इसका एक अक्षम उपयोग हो सकता है क्योंकि मशीन दोषपूर्ण है या श्रमिक लापरवाह हैं चोरी जैसे कारण भी हो सकते हैं कि अर्थात जो सामग्री संग्रहीत है उसका दुरुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है अब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सामग्री के प्रकारों की गणना कैसे करें कृपया इसे ध्यान से समझें क्योंकि ये सूत्र आधार हैं यदि आप सामग्री अंतर को ध्यान से समझते हैं तो आप श्रम ओवरहेड बिक्री और इसी तरह के लिए समान सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं अब कुल विचलन में मुख्य विचलन सामग्री लागत विचलन है अब यह मानक और वास्तविक की तुलना है तो यह मानक लागत माइनस वास्तविक लागत है मानक मात्रा गुणा मानक मूल्य माइनस वास्तविक मात्रा गुणामें वास्तविक मूल्य से मानक लागत आती है यह हमें कुल विचलन देगा मुझे समझ रहे हैं यह हमारे लिए सामग्री की लागत है अब हम इन्हें कारणों में तोड़ना चाहते हैं यह कीमत से संबंधित कारणों से हो सकता है या यह उपयोग से संबंधित कारणों से हो सकता है तो सामग्री मूल्य विचलन उन कीमतों के बीच का अंतर है जो ब्रैकेट में है हमें मानक मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य मिला है और हम इसे वास्तविक मात्रा से गुणा करते हैं तो यह कीमत के बीच का अंतर है दूसरा उपयोग विचलन है या जिसे मात्रा विचलन के रूप में भी जाना जाता है तो यह मानक मात्रा और वास्तविक मात्रा के बीच का अंतर है और हम इसे मानक मूल्य से गुणा करते हैं अब उपयोग और मूल्य का कुल लागत से मेल खाना चाहिए अब क्या आप यह महसूस करते हैं कि यहां हम वास्तविक मात्रा से क्यों गुणा करते हैं लेकिन जब हम मात्रा की तुलना करते हैं तो हम मानक मूल्य से गुणा करते हैं क्या आप लागतों के बारे में सोच सकते हैं हम वास्तविक मात्रा और वास्तविक मूल्य या मानक मात्रा और मानक मूल्य क्यों नहीं लेते यह काम नहीं करेगा हमें वास्तविक मात्रा और मानक मूल्य लेना होगा एक तो निश्चित रूप से गणितीय कारण है यदि दोनों स्थानों पर हम वास्तविक लेते हैं तो यह उप विचलन का दोहराव होगा दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कारण सैद्धांतिक रूप से यह है कि वे जो कीमतों के प्रभारी हैं वह एक खरीद विभाग है उन्होंने अधिक या कम कीमत पर या गलत मूल्य पर ख़रीददारी की है या यह बाजार कारणों से हो सकता है लेकिन इसका खरीद अथवा बाजार से कुछ संबंध है और वे वास्तविक मात्रा को संभाल रहे हैं यही कारण है कि कीमतों की तुलना का जो पहला सूत्र है हम इसे वास्तविक मात्रा से गुणा करते हैं लेकिन जब उपयोग की तुलना करने की बात आती है तो यह कारखाने से संबंधित होता है तो मानक मात्रा का उपभोग करने के बजाय हमने या तो कम या अधिक मात्रा में खपत की है लेकिन कारखाने में श्रमिकों या पर्यवेक्षकों को वास्तविक बाजार कीमतों के बारे में कुछ भी नहीं पता है वे केवल मानक बाजार मूल्य जानते हैं इसीलिए जब हम उन्हें ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं तो मानक मूल्य लेना तर्कसंगत होता है लेकिन खरीद विभाग के लिए जो मूल्य विचलन होता है उसमें हम वास्तविक मात्रा लेते हैं यदि आप गणितीय रूप से गणना करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इसके साथ कुल मेल खाएगा अर्थात मानक के साथ सामग्री लागत विचलन मेल खाएगा अन्यथा कुल का मिलान नहीं होगा अगले सत्र में हम वास्तविक मामले को लेंगे और सामग्री लागत के विचलन की गणना करने का प्रयास करेंगे उस समय तक यहां रुकेंगे लेकिन मानक लागत और विचलन की इस अवधारणा को समझने की कोशिश करें और इन सूत्रों को सावधानी से सीखें क्योंकि हमें अपने अगले सत्र में उनकी आवश्यकता होगी धन्यवाद